नमस्कार मित्रों कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है आज हम थ्री डी क्यू एस ए आर विषय पर बात करेंगे हमने पहले सामान्य क्यू एस ए आर पर बात करी थी आज हम थ्री डी क्यू एस ए आर पर बात करेंगे जिसमें मॉलिक्यूल की क्या रचना या कौनफॉरमेशन होती है उसका बहुत महत्व है फिर हम इन रचनाओं को मिलाकर देखेंगे और उस संरचना की क्या एक्टिविटी है यह जानने की कोशिश करेंगे इसलिए यहां मॉलिक्यूल जो कौनफॉरमेशन बनाता है वह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा आप जानते हैं जब एक मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाकर जुड़ता है वहां कौनफॉरमेशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अब यदि आपको पिछले हमारे पिछले कुछ व्याख्यान याद हो तो वहां हमने क्यू एस ए आर और दूसरी अन्य चीजों के बारे में बात करी थी और हमने कई ऐसे डेटाबेस इस्तेमाल किए थे और हमने ड्रैगन SwissADME ChemDes Ochem इत्यादि का इस्तेमाल किया था इन डिस्क्रिप्टर्स को पाने के लिए फिर मैंने बिल्ड क्यूएसएआर पर भी बात करी थी जोकि करीब करीब एक्सेल की तरह है और फिर मैंने यह भी बताया था कि उसे कैसे बनाना है फिर यदि आप semi empirical क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्रिप्टर जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी या प्रोटॉन और सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी या सबसे कम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी और इसी प्रकार का कुछ चाहते हैं तो फिर आपको मोपैक को इस्तेमाल करना पड़ेगा जे मॉल देखने के लिए है तो हमने यह सब देखा अब क्यू एस ए आर पर इसी प्रकार के और सॉफ्टवेयर हैं जोकि इस लिंक से इस्तेमाल किए जा सकते हैं उदाहरण के लिए मैं एक आपको दिखाता हूं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इस्तेमाल करने के लिए समय नहीं होगा तो आप कई सॉफ्टवेयर क्यू एस ए आर पर देख सकते हैं आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं उनको इस्तेमाल करके देख सकते हैं क्यू एस ए आर पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध है और कुछ उसमें से डाउनलोड किए जा सकते हैं और कुछ वेब सर्वर के द्वारा लिए जा सकते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम इन सब को देख पाए तो यह थ्री डी क्यू एस ए आर क्या है यह एक मूल्यआत्मक या quantitative संबंध है किसी कंपाउंड की जैविक या बायोलॉजिकल एक्टिविटी और उसकी 3D प्रॉपर्टी के बीच तो आखिर में जैसा मैंने कहा की एक मॉलिक्यूल खास प्रकार का कौनफॉरमेशन बनाता है जोकि उसकी एक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है और इसी वजह से जरूरी नहीं कि सारे कौनफॉरमेशन एक्टिविटी के लिए उपयोगी हो क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि यह आखिर में जाकर एक एंजाइम के साथ जुड़ता है तो यह कौनफॉर्मेशन एक बहुत जरूरी रोल निभाता है तो इसके कई तरीके हो सकते हैं जैसे एक तरीका है मॉलिक्यूलर आकार की विश्लेषण या एनालिसिस करना तो यहां हम क्या करते हैं कि हम समान स्टेरिक वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं क्योंकि किसी मॉलिक्यूल की संरचना उसके सुपरिंपोज्ड अणुओं से बनती है और वह उसकी एक्टिविटी से संबंधित है इस प्रकार यह उसके समान वॉल्यूम का इस्तेमाल करके हमें उसके रिसेप्टर बाइंडिंग साइट के आकार और प्रकार की जानकारी देता है क्योंकि किसी मॉलिक्यूल के आकार की जानकारी के लिए उसके वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरा मॉलिक्यूलर टोपोलॉजिकल डिफरेंस कहलाता है यह एक दूसरा तरीका है और मिनिमल स्टेरिक टोपोलॉजिकल डिफरेंस अप्रोच और मिनिमल टोपोलॉजिकल की विभिन्नता के आधार पर मॉलिक्यूलर एलाइनमेंट के लिए हाइपर मॉलिक्यूल सिद्धांत को इस्तेमाल किया जाता है फिर यहां हाइपर मॉलिक्यूल की संख्या को उसकी एक्टिविटी से मिलाता यानी कोरिलेट करता है यह मॉलिक्यूलर टोपोलॉजिकल डिफरेंस कहलाता है और तीसरा तरीका है कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर मूवमेंट अप्रोच तो एक तरह से मॉलिक्यूलर मास के मूवमेंट डिस्क्रिप्टर की तरह होता है और चार्ज को सेकंड ऑर्डर की तरह मिलाता है यह कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर मूवमेंट अप्रोच कहलाता है चौथा तरीका है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस self organizing molecular field analysis SOMFA तो यह मॉलिक्यूल को एक्टिवस और इनएक्टिवस के बीच में विभाजित करता है फिर एक ग्रिड प्रोब प्रोसेस होता है जो ओवरलेड मॉलिक्यूल में प्रवेश करता है तो इस प्रकार हमारे पास सारे मॉलिक्यूल हैं और आपके पास एक प्रोब मॉलिक्यूल है और फिर उनका स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल मापा जाता है ग्रेड प्वाइंट में और उसको लिनियर रिग्रेशन के द्वारा एक्टिविटी के साथ संबंधित या कोरिलेट करते हैं यह चौथा तरीका है पांचवा तरीका भी ग्रिड की तकनीकी पर आधारित है और कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस comparative molecular field analysis COMFA कहलाता है यह बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है यदि आप 3D क्यूएसआर को देखें तो अधिकतर कमर्शियल सॉफ्टवेयर इसे ही इस्तेमाल करते हैं तो यह भी एक ग्रिड पर आधारित तरीका है और यह 1988 में सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था यह सोच कर कि ड्रग और रिसेप्टर का इंटरेक्शन नॉन कोवैलेंट है तो जैसा आप जानते हैं ड्रग जाकर एक्टिव साइट पर जुड़ती है वह कोई कोवैलेंट बांड नहीं बनाती बल्कि अधिकतर नॉनबोंडेड इंटरेक्शन जैसे इलेक्ट्रोस्टेटिक वंडर वॉल हाइड्रोजन बॉन्ड इत्यादि बनाती है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी मैं परिवर्तन और सैंपल कंपाउंड की बाइंडिंग एफिनिटी सिर्फ स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड पर निर्भर करती है तो यह फील्ड संख्याएं बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ पार्शियल लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस के द्वारा कोरिलेट की जाती है यह एक सांख्यिकी टूल है और हम इस सांख्यिकी तरीके की गहराई में नहीं जाएंगे लेकिन यहां तरीका है कि उनके पास एक प्रोब है वे पहले सभी मॉलिक्यूल को सुपर इंपोज करेंगे फिर उनके पास एक प्रोब है और उसके बाद में उसे देखेंगे यह प्रोब ग्रिड की अलग अलग स्थानों में घूमता है और वहां स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड इंटरेक्शन को पता करता है और उसके बाद यह उसे एक्टिविटी के साथ जोड़ता है जिसके लिए पार्शियल लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस का इस्तेमाल करता है तो यह एक रिफरेंस है जिसको मैं सभी पांचों तकनीकी के लिए ज्ञापित करता हूं जिसको उन्होंने गहराई से समझाया है आप भी इसे देख सकते हैं अगर आपको उसे समझने में दिलचस्पी है व्यावसायिक या कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी Tripos MSI को इस्तेमाल करते हैं यह सभी इस प्रकार का सी ओ एम एफ ए एनालिसिस वॉल्यूम सरफेस का इस्तेमाल करते हैं यह सभी थ्री डी क्यू एस ए आर में इस्तेमाल किए जाते हैं तो मॉलिक्यूलर फील्ड को थ्री डी ग्रिड के तरीके से भी दिखाया जा सकता है तो आप एक बड़ा आयताकार बक्सा बनाते हैं और उसको छोटी छोटी ग्रिड में विभाजित करते हैं प्रत्येक वॉक्सल प्रोब और टारगेट मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को दर्शाता है तो यदि आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल है और प्रोब मॉलिक्यूल भी ग्रिड पर है तो हम steric interaction electrostatic interaction के आधार पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स देखते हैं इस प्रकार आप इसकी संख्या निकाल सकते हैं यह पानी भी हो सकता है या ऑक्टेनॉल या यह एक सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन भी हो सकता है तो प्रत्येक ग्रिड वॉक्सल क्यू एस ए आर के दो वेरिएबल स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टेटिक को दर्शाता है फिर पार्शियल लीस्ट स्क्वायर तकनीकी का इस्तेमाल होता है कोअफिशन्ट की संख्या निकालने के लिए एक बार आपने अपना प्रोब रख दिया फिर मॉलिक्यूल और प्रोब के बीच स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन को आप नापते हैं आप उसको नापते हैं और फिर आप उसको एक्टिविटी के साथ मिलाते हैं यह गुण फील्ड कहलाते हैं you measure that and then you try to correlate with the activity These properties are known as fields MISSING DONE स्टेरिक फील्ड मॉलिक्यूल के आकार और प्रकार का एक लक्षण है मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड अधिक या कम इलेक्ट्रॉन वाला क्षेत्र और उसकी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी का ज्यादा महत्व नहीं है यह उसकी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी को नहीं लाता है बल्कि COMFA 3D सिर्फ स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टेटिक वैल्यू को देखता है तो यह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता है एक ग्रिड की एनर्जी फील्ड की गणना हम कर सकते हैं एक प्रोब को उसके हर वॉल्यूम पर रखकर फिर आप उसके स्टेरिक पोटेंशियल की गणना कर सकते हैं लेनार जोंस पोटेंशियल के आधार पर आप इलेक्ट्रोस्टेटिक कूलंबिक इंटरेक्शन की गणना कर सकते हैं जैसे एक प्रोब हो सकता है sp3 कार्बन एटम प्लस 1 चार्ज के साथ तो इसके क्या लाभ हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर पूरा निर्भर नहीं होना हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी होना जरूरी नहीं है और हम मॉलिक्यूल पर असाधारण सब्सीट्यूएंट्स प्रयोग कर सकते हैं यह 2D क्यू एस ए आर के साथ करना अत्यंत कठिन हो सकता है यह समान संरचना वाले मॉलिक्यूल क्लास के साथ ही प्रतिबंधित नहीं है बल्कि जब हम नॉर्मल क्यूएसएआर की बात करते हैं तो हमेशा एक ही क्लास के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करना अच्छा रहता है तो यदि आप ईथर के लिए क्यू एस ए आर बना रहे हैं और आप उसी को एल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है यह उसमें काम ना करें इसकी प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी भी है तो समस्या क्या है सबसे जरूरी है कि मॉलिक्यूल सबसे अच्छा संरेखित यानी ऑप्टिमली एलाइंड हो क्योंकि आपने उसे एक के ऊपर एक रखा है वे बहुत भिन्न है और उनको एक बराबर करना बहुत सही ना हो मॉलिक्यूल की फ्लैक्सिबिलिटी एक समस्या हो सकती है क्योंकि मॉलिक्यूल कई तरह के कन्फर्मेशन ले सकते हैं यदि आपके पास कई रोटेटेबल बॉन्ड्स है तो आइए देखते हैं यह क्या है मान लीजिए आपके पास इस प्रकार का एक साधारण मॉलिक्यूल है तो इसका कंफर्मेशन यह होगा आप इस मॉलिक्यूल के फॉर्मकोफोर्स को पहचानिए फॉर्मकोफॉर हाइड्रोजन बॉन्ड लेने वाले यानी एक्सेप्टर भी हो सकते हैं क्योंकि यह सारे ऑक्सीजन है या यह हाइड्रोफोबिक सेट्रॉयड भी हो सकते हैं यह सभी फॉर्मकोफॉर हो सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए हर एक मॉलिक्यूल को बनाना चाहिए हर एक मॉलिक्यूल की एक्टिव कंफर्मेशन को पहचानना चाहिए और फॉर्मकोफॉर को पहचानना चाहिए तो यदि हम इन सब को मिलाएं तो यह आसान होगा इस प्रकार इसकी जानकारी यहां से ली गई है आप सभी मित्र इस के बारे में और जानकारी ले सकते हैं इसका ज्ञापन करना चाहता हूं फिर आप इस फार्माकोफॉर को ग्रिड पॉइंट के एक जाली यानी latice में रखते हैं मतलब जैसे आपके पास एक आयताकार डिब्बा है और आप उसको छोटे छोटे भाग में विभाजित करते हैं और फिर उसे रखते हैं तो यह आपका एक आयताकार डिब्बा है और आपने उसे बहुत छोटे छोटे ग्रिड में विभाजित किया है और फिर उसमें अपना मॉलिक्यूल रखा है तो यह ग्रिड प्वाइंट्स है हर एक ग्रिड प्वाइंट स्पेस में 1 बिंदु या पॉइंट को लक्षित करता है अब फार्माकोफॉर को ग्रिड प्वाइंट के इस lattice में रखिए मॉलिक्यूल को फार्माकोफॉर से इस तरह मिलाते हैं आपने अब इन फॉर्मकोफॉर को इस तरह मिलाया है कि वह कुछ ग्रिड बिंदु में पूरी तरह मैच हो गए हैं हर एक ग्रिड बिंदु अब स्पेस में एक पॉइंट को दर्शाता है अब आप एक प्रश्न ले सकते हैं जैसा मैंने पहले बताया यह एक sp3 कार्बन भी हो सकता है तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस sp3 कार्बन को हर एक ग्रिड बिंदु पर घुमाएंगे और स्टेरिक इंटरेक्शन को इस मॉलिक्यूलर रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन ऑफ रिपल्शन के हिसाब से मांपेंगे और इसकी गणना करेंगे तो इस प्रकार हमें बहुत सा डाटा मिलेगा और इस तरीके के हर एक ग्रिड बिंदु के लिए डाटा मिलेगा तो जैसे आपके पास 1000 ग्रिड प्वाइंट है तो आपको 1000 स्टेरिक इंटरेक्शन डाटा और 1000 इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन डाटा मिलेगा तो जो डाटा आपके पास है उसे आप कोरिलेट करेंगे पार्शियल लीस्ट स्क्वायर डाटा की मदद से तो जैसा मैंने कहा प्रोब एटम sp3 कार्बो cation भी हो सकता है यह सिर्फ एक H या O भी हो सकता है या इसी प्रकार कोई भी तो अब आप इन मॉलिक्यूल को ग्रिड प्वाइंट पर रखिए जब हम ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है प्रोब एटम मॉलिक्यूल के जितना पास होगा स्टेरिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी तो यह बराबर की स्टेरिक एनर्जी वाले ग्रिड प्वाइंट को पहचान कर मॉलिक्यूल के आकार को बताता है अब इससे हमें कंटूर लाइन मिलती है और आपको अनुकूल इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन मिलता है जिसका मतलब है की पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोब मॉलिक्यूल के उस भाग को बता रहा है जो कि नेगेटिव है या प्रतिकूल इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है इसका मतलब है कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोब मॉलिक्यूल के उस भाग को बताते हैं जो कि पॉजिटिव हैं यह फेवरेबल ओर अनफेवरेबल यानी अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हो सकते हैं फिर हम समान एनर्जी वाले ग्रिड प्वाइंट को पहचान कर इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड जान सकते हैं जो कि contour कंटूर लाइंस कहलाती हैं तो इस प्रकार हम यही प्रतिक्रिया हर एक मॉलिक्यूल के लिए दोहराएंगे तो आप हर एक मॉलिक्यूल को इसी प्रकार रखेंगे और यही समान प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे इस प्रकार हर एक मॉलिक्यूल के लिए मुझे बहुत सा डाटा मिलेगा जिसमें की प्रत्येक ग्रिड प्वाइंट इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन या रिपल्शन स्टेरिक इंटरेक्शन या रिपल्शन से रिलेटेड होगा अब हर एक मॉलिक्यूल की फील्ड्स को उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से तुलना कीजिए तो जाहिर है यह हम क्यू एस ए आर से कर सकते हैं जो कि थ्री डी क्यू एस ए आर कहलाता है तो आप स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड को पहचान सकते हैं जो की एक्टिविटी के लिए अनुकूल या प्रतिकूल है तो कंपाउंड 1 2 3 4 5 के लिए यह उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है यह उसके ग्रिड प्वाइंट हो सकते हैं तो हर एक ग्रिड प्वाइंट के लिए आपके पास एक प्रोब है और आपको उसका स्टेरिक इंटरेक्शन मिलता है अब कई जगह यह यहां है आपको कुछ नंबर मिलते हैं जब आप इसको यहां रखते हैं तब आपको कुछ नंबर मिलते हैं जब आप उनको यहां रखते हैं तब आपको कुछ नंबर मिलते हैं और इसी प्रकार स्टेरिक फील्ड के हिसाब से चलता है तो फिर इलेक्ट्रोस्टेटिक के साथ जब आप इसको यहां रखते हैं 001 पर तो हमें कुछ नंबर मिलते हैं और इसी प्रकार से होता है तो फिर जब आप दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं और फिर तीसरा लेते हैं और फिर जब आप चौथा मॉलिक्यूल लेते हैं और फिर आप पांचवा मॉलिक्यूल लेते हैं और जब आप इसी प्रकार करते रहते हैं तब आपको मॉलिक्यूलर एक्टिविटी के आधार पर बहुत सा डाटा मिलता है और आप उसको एक्टिविटी से संबंधित करना चाहेंगे और हमें बहुत सा ऐसा मिलता है हर एक विषय के किसी एक डिस्क्रिप्टर के लिए हो सकता है जैसे नॉर्मल क्यू एस ए आर में हम सिर्फ एक नहीं ले सकते और उसका रिग्रेशन रिलेशन नहीं बना सकते लेकिन हम सब का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रकार पार्शियल लीस्ट स्क्वायर तकनीक काम करती है आप सबको लेते हैं और उससे कुछ कम अपोजिट डिस्क्रिप्टर बनाते हैं और फिर उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं इस प्रकार यह काम करता है तो आप उसका आंशिक इस्तेमाल करते हैं इसलिए क्यू एस ए आर इक्वेशन इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार होनी चाहिए तो मैं अभी सांख्यकीय तकनीक यानी पार्शियल लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस में नहीं जाऊंगा और आप लोगों को इसे किसी स्टैंडर्ड किताब में देखना होगा चलिए अब हम एक सॉफ्टवेयर को देखते हैं यह एक आसानी से उपलब्ध होने वाला सॉफ्टवेयर है यह थ्री डी क्यू एस ए आर डॉट कॉम 3D QSARcom कहलाता है तो आपको करना यह है कि आपको अपना एक यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए जिससे कि उस यूजरनेम और पासवर्ड से आप इसमें लोगिन कर सके अब आप इसमें लोगिन कर सकते हैं तो यह क्यू एस ए आर है और यह उसका आंतरिक मेनू है तो अब हमें यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए लोगिन करने के लिए तो अब हम इसको लिखेंगे और इससे हम इसमें पहुंच पाएंगे तो मैंने यहां पहले से ही कुछ मॉलिक्यूल डाल रखे हैं यह सभी एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं तो मैंने यहां पर चार मॉलिक्यूल डाले हुए हैं और मैंने उनकी एक्टिविटीज भी डाल रखी है यह सभी सिलेक्टिव Cox 2 inhibitors हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह Bextra है यह DuP है यह रोफैकॉक्सिब है और इसको सेलीकॉक्सिब कहते हैं तो यह चार मॉलिक्यूल मैंने इसमें डालें हैं और मैंने इन सभी की एक्टिविटी वैल्यू भी डाली है यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं यह उनकी एक्टिविटी वैल्यू है जैसे आप लोड करते हैं तो DuP की सबसे ज्यादा एक्टिविटी है यह चारों मॉलिक्यूल सिलेक्टिव Cox 2 inhibitors है इसको आप एस डी एफ SDF फाइल के द्वारा लोड कर सकते हैं मैं यहां और मॉलिक्यूल डाल सकता हूं दूसरे मॉलिक्यूल जोड़ सकता हूं और मॉलिक्यूल बना भी सकता हूं तो यह सभी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है तो मेरे पास यह है अब मैं मॉडल्स पर जा सकता हूं और मैं कह सकता हूं कि मेरे द्वारा चुने गए डाटा सेट का एक मॉडल बनाओ बिल्ड ए मॉडल फॉर सिलेक्टेड डाटा सेट तो प्रोब एटम C3 हो सकता है जोकि sp3 कार्बन है जैसा मैंने कहा यह O3 या H या C2 या N3 भी हो सकता है तो मैं कह सकता हूं उदाहरण के तौर पर O का प्रोब चार्ज मैं बदल कर 1 कर सकता हूं दोनों स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टेटिक के लिए बिल्ड थ्री डी क्यू एस ए आर मॉडल चल रहा है तो मैंने कुछ पहले से किए हुए हैं तो यह ऑक्सीजन है मेरे पास एक C3 है तो अगर आप चाहें तो हम इसको देख सकते हैं यह आपको क्यू स्क्वायर देता है क्यू स्क्वायर बहुत अच्छा नहीं है यह आपके सिलेक्टेड मॉडल के रिजल्ट हैं तो इससे आपको मॉडल रिजल्ट का कुछ अंदाज मिलता है जैसा कि आप देख सकते हैं यह आर स्क्वायर और इसका क्यू स्क्वायर है और यह आर स्क्वायर अच्छा है क्यू स्क्वायर इस मॉडल के लिए अच्छा नहीं है तो हम एक्सपेरिमेंटल रीकैलकुलेटेड को देख सकते हैं तो इससे आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फिटिंग मिलती है और फिर यह आपको क्रॉस वैलिडेटेड आर स्क्वायर देता है हम इसमें एलाइनमेंट को भी देख सकते हैं अगर आप इन मॉलिक्यूल के एलाइनमेंट को देखें एलाइंड मॉलिक्यूल को देखें या व्यू करें कौनफॉरमेशंस में जाएं और सिलेक्टेड कौनफॉरमेशन एनालिसिस को व्यू करें यहां पर यह चार मॉलिक्यूल हैं Celebrex Bextra DuP और Rof जैसा आप देख सकते हैं यह Celebrex के कई कौनफॉरमेशन एलाइंड है हां तो यह Celebrex के एलाइंड कौनफॉरमेशन है और यह Celebrex का अकेला मॉलिक्यूल है जो मैंने दिया था तो यह साधारण है जो मैंने यहां दिया था यह Celebrex है जैसा आप जानते हैं यह सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है यह Celebrex के अलग अलग कौनफॉरमेशन है जो एक दूसरे के साथ सुपरिंपोज करें हैं जैसा आप देख सकते हैं यह रोफैकॉक्सिब है फिर से यहां एक सल्फर है और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O यहां है जैसा आप देख सकते हैं यह रोफैकॉक्सिब के अलग अलग कौनफॉरमेशन एलाइंड है तो इन सब से हम फार्माकोफॉर की के महत्व निकाल सकते हैं यह एक दूसरा मॉलिक्यूल DuP है इसमें भी सल्फर O2 O2 है और इसके भी कई ट्यूब कौनफॉरमेशन है जैसा आप यहां देख सकते हैं तो यह अभी यहां पूरा हुआ है हां यह अभी अभी खत्म हुआ है हमने मॉडल परिणाम चुन लिए हैं यह कुछ अलग है पार्शियल लीस्ट स्क्वायर तरीका इस्तेमाल किया गया है तो हम देख सकते हैं कि यह आर स्क्वायर काफी अच्छा है क्यू स्क्वायर नहीं अच्छा है फिर यहां कुछ अलग स्टैटिसटिक्स है मुझे लगता है यह कुछ अलग स्टैटिसटिक्स है जो यहां इस्तेमाल की गई हैं क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं हरेक इन मॉडल्स के लिए किस प्रकार आर स्क्वायर बदल रहा है तो यह यहां ठीक है यह इसकी री कैलकुलेटेड प्रिडिक्टेड एक्टिविटी वर्सेस फिटिंग है जैसा आप देख सकते हैं यह क्रॉस वैलिडेट की गई है तो Bextra यह रोफैकॉक्सिब के लिए है यह Bextra के लिए है यह DuP के लिए और यह रोफैकॉक्सिब के लिए है तो यह स्टेरिक है और हम यहां स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टेटिक को देख सकते हैं इस प्रकार यह आपको स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टेटिक देता है तो यह यहां फिटिंग है यह क्रॉस वैलिडेटेड है जैसा आप देख सकते हैं यहां यह Bextra के लिए अच्छा फिट है रोफैकॉक्सिब के लिए फिट अच्छा नहीं है DuP के लिए फिट ठीक है तो जैसा आप देख सकते हैं गो टू मॉडल जैसा आप देख सकते हैं मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी को किया है जिसमें अधिकतर cox 2inhibitors जैसे Bextra रोफैकॉक्सिब and DuP 6 है और फिर मैंने c3 जोकि sp3 कार्बन है और ऑक्सीजन फिर मैंने हाइड्रोजन भी इस्तेमाल किया है यह सिर्फ हाइड्रोजन H नहीं है आपको दोनों इलेक्ट्रोस्टेटिक और स्टेरिक के लिए अलग अलग संख्या मिलती है तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं मैं यहां इस उदाहरण में और भी मॉलिक्यूल ले सकता था लेकिन मैंने सिर्फ चार लिए थे तो हम 4 से ज्यादा भी जोड़ सकते हैं हमें ट्रेनिंग सेट भी मिल सकता है और टेस्ट सेट भी जैसा आप यहां देख सकते हैं हम ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट इस्तेमाल कर सकते हैं और हम मॉलिक्यूल को बनाने के लिए पाई मॉल एडिट इस्तेमाल कर सकते हैं या हम कई मॉलिक्यूल को डाल सकते हैं या एक अकेला मॉलिक्यूल भी डाल सकते हैं grid हम उसमें एक्टिविटी भी दे सकते हैं और फिर हम उसमें टाइटल दे सकते हैं तो हम इसके बाद अपनी फाइल चुनेंगे जहां पर कि हमें यह चाहिए तो यह इस्तेमाल करने में काफी आसान यानी यूजर फ्रेंडली है तो आप इसको ट्रेनिंग सेट मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं या यह टेस्ट सेट मॉलिक्यूल भी हो सकता है यह काफी आसान है मैं सलाह दूंगा कि आप इस खास सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते रहे क्योंकि यह मुफ्त है और आपको सिर्फ एक यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए तो जैसे ही आप इसमें जाते हैं आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो थ्री डी क्यू एस ए आर का प्रिंसिपल है कि यह मॉलिक्यूल को सुपर इंपोज करता है तो सबसे पहले अपने मॉलिक्यूल को देखें आपको अलग अलग कंफर्मेशन मिलेंगे फार्मकोफोर्स का पता लगाइए और फिर अपने मॉलिक्यूल को एक ग्रिड बॉक्स में रखिए जिससे कि फार्मकोफोर्स ठीक से रखे हुए हो और फिर आप एक प्रोब मॉलिक्यूल लीजिए जैसे एटम sp3 कार्बन या यह O या H भी हो सकता है और फिर आप इसको हर एक ग्रिड प्वाइंट पर रखिए और स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टेटिक जानकारी की गणना कर लीजिए तो अब आप स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टेटिक जानकारी की गणना कैसे करेंगे इसके लिए Lennard Jones Interaction का इस्तेमाल करिए कूलंबिक इंटरेक्शन को इलेक्ट्रोस्टेटिक तरीके से देखिए और फिर आप इसे हर एक ग्रिड प्वाइंट पर रखते हैं तो जब आप ऐसा करते हैं आपको कुछ नंबर मिलते हैं तो जब आपको कुछ नंबर मिलते हैं तो आप क्या करेंगे तो जैसा मैंने बताया आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हर एक steric Lennard Jones पर हमें कुछ नंबर मिलेंगे और फिर इलेक्ट्रोस्टेटिक नंबर्स कूलंबिक फिर हम अपना दूसरा मॉलिक्यूल रखेंगे उसको ठीक से एलाइन करेंगे फिर हम वही काम दोबारा दोहराएंगे फिर तीसरा मॉलिक्यूल चौथा मॉलिक्यूल पांचवा मॉलिक्यूल और आपके पास यहां पर एक्टिविटी भी है तो आपके पास फिलहाल कुछ ज्यादा ही डिस्क्रिप्टर्स यहां है सामान्य क्यू एस ए आर के विपरीत आप इन सभी डिस्क्रिप्टर्स का फायदा लेना चाहेंगे हम एक मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें लिनियर रिग्रेशन एक डिस्क्रिप्टर है यहां हम चाहेंगे कि आप डिस्क्रिप्टर्स का फायदा लें और इसीलिए हमने एक तरीका इस्तेमाल किया जिसका नाम है पार्शियल लीस्ट स्क्वायर मेथड तो यह कुछ विपरीत जानकारी देता है जो कि इन सारे डिस्क्रिप्टर्स के आधार पर है एक तरह से यह सारे डिस्क्रिप्टर्स समान है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए समीकरण स्थापित करने की कोशिश करता है तो इस प्रकार यह क्यू एस ए आर को बनाता है और एक बार जब इसमें क्यू एस ए आर को बना दिया तो हम आर स्क्वायर की गणना कर सकते हैं हम क्यू स्क्वायर की गणना भी कर सकते हैं और इसी प्रकार कई अन्य चीजों को भी तो जिस प्रकार हम सामान्य क्यू एस ए आर को इस्तेमाल कर सकते हैं हम ट्रेनिंग सेट भी ले सकते हैं जैसा कि मैंने अपने सॉफ्टवेयर के उदाहरण में आप सब को बताया और फिर आप एक टेस्ट सेट भी ले सकते हैं और उसके बाद आप उसके टेस्ट सेट कंपाउंड्स की एक्टिविटी निकाल सकते हैं उस मॉडल के द्वारा जो कि थ्री डी क्यू एस ए आर मॉडल है और जिसको PLS तकनीकी से बनाया गया है तो थ्री डी क्यू एस ए आर बहुत ही पावरफुल है क्योंकि आखिर में मॉलिक्यूल एक कन्फॉर्मेशन लेते हैं और वह जाकर किसी एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ते हैं तो इस प्रकार यह एक बहुत ही जरूरी मापदंड है तो कुछ जानकारी जो मैंने यहां अपनी स्लाइड्स में दिखाई वह इस रेफरेंस और इस रिफरेंस से ली गई है मैं यहां दोनों को स्वीकार करना चाहूंगा इस प्रकार कई सॉफ्टवेयर क्यू एस ए आर के लिए है जो कि मैंने अभी थोड़ा सा दिखाया और मैंने आपको सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण भी दिखाएं जो कि 2डी क्यू एस ए आर और थ्री डी क्यू एस ए आर दोनों में चलाएं जा सकते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको इस्तेमाल करना और समझना शुरू करेंगे हम अगली क्लास में नए विषय से शुरुआत करेंगे अपना समय देने के लिए धन्यवाद